सभी का स्वागत है यह मॉड्यूल इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है यह समझने के लिए है ठीक है और दूसरा पोइंट हैस्लु रेट स्लु रेट ये 2 चीजें हम इस विशेष मॉड्यूल में देखेंगे फिर से ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विशेषताएँ हैं ये प्रयोगों का एक सेट है जिसे मैं इस विशेष पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में कवर कर रहा हूं जिसे हमने पहले ही सिद्धांत भाग में देखा है तो यह सिद्धांत का वो हिस्सा है जहाँ हम सीखते हैं कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इनपुट ऑफसेट करंट स्लु रेट क्या है और फिर हमने CMRR को देखा है हमने इन्वेर्टिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वेर्टिंग एम्पलीफायर ऑसिलेटर्स और इत्यादि को भी देखा है यहां हम वास्तव में सर्किट बनाकर इसका परीक्षण कर रहे हैं ठीक है आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग कैसे कर सकते हैं और आप विभिन्न मापदंडों को कैसे पा सकते हैं तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज से आपका क्या मतलब है अब मान लें कि आपने इनपुट टर्मिनल पर कोई वोल्टेज नहीं दिया है या ऑप amp के इनपुट टर्मिनल को आधार बनाया गया है इसका मतलब है इन्वेर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है तो आप आउटपुट पर क्या उम्मीद करते हैं आउटपुट 0 होना चाहिए लेकिन जब आप वास्तव में इस विशेष प्रयोग का परीक्षण करके ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मापते हैं तो आप इनवर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं और जब आप आउटपुट वोल्टेज को मापते हैं तो आप पाएंगे कि आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं है इसलिए यदि आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं है तो हम इसे 0 कैसे बना सकते हैं और आउटपुट वोल्टेज 0 बनाने के लिए इनपुट पर आवश्यक वोल्टेज आपका ऑफसेट वोल्टेज है यही ऑफसेट वोल्टेज का मतलब है अब हम स्क्रीन पर देखते हैं कि परिभाषा क्या है और हमको कैसे माप सकते हैं आउटपुट ऑफ़सेट वोल्टेज ठीक तो हमने क्या देखा है जब दोनों इनपुट टर्मिनलों को ग्राउंड किया जाता है इसका मतलब है मैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेता हूं और मैं दोनों इनपुट टर्मिनलों को ग्राउंड बनाता हूं अब यह केवल एक उदाहरण है ठीक है हम अगली स्लाइड में उदाहरण देखेंगे अगली स्लाइड में सर्किट है यहाँ मैं सिर्फ दिखा रहा हूं तो जब इनपुट टर्मिनलों को ग्राउंड किया जाता है तो आदर्श रूप से आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिए सही है लेकिन व्यावहारिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मामले में एक non 0 आउटपुट वोल्टेज मौजूद है है ना और इस आउटपुट वोल्टेज 0 को बनाने के लिए मिलीवोल्ट में एक छोटे वोल्टेज को इनपुट टर्मिनलों में से एक पर लागू किया जाना आवश्यक है ठीक है तो आउटपुट वोल्टेज 0 बनाने के लिए इस छोटे वोल्टेज की आवश्यकता है आउटपुट वोल्टेज 0 बनाने के लिए आवश्यक इस छोटे वोल्टेज को इनपुट ऑफ़सेट वोल्टेज कहा जाता है और यह Vios द्वारा निरूपित है ठीक है यह समझना आसान है कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है लेकिन इसकी गणना कैसे करें सही इसकी गणना कैसे करें तो चलिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का प्रयोग देखते हैं इसलिए यदि मैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को मापना चाहता हूं तो आप यहां देख रहे हैं कि uA741 प्रतिरोध हैं प्रतिरोधों की समान वैल्यु यहां यह 100 k है ठीक है और इसके अलावा Vcc Vcc और हमें वोल्टेज Vo की वैल्यु को मापना होगा तो हम उस इनपुट को क्या मान रहे हैं हमने इनपुट को ग्राउंड किया है तो आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट होना चाहिए इसे यहाँ लिख दूं तो इनपुट वोल्टेज ग्राउंडेड होने पर आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट होगा हम यह सोचते हैं इसलिए यदि आप यह समझना चाहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज 0 है या नहीं और आउटपुट पर हमें कितना वोल्टेज देना है तो आपको इस सर्किट को कनेक्ट करना होगा इस तरह सर्किट को ऐसे कनेक्ट करें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यह बहुत आसान है और ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आप इसे कहीं भी कर सकते हैं सर्किट को कनेक्ट करें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है अब मल्टीमीटर का उपयोग करके पिन 6 पर DC आउटपुट वोल्टेज को मापें आप एक मल्टीमीटर का उपयोग कैसे करें यह जानते हैं और तालिका में परिणाम रिकॉर्ड करें यह तालिका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की गणना के लिए है और इस तालिका में वैल्यु रिकॉर्ड करें आसान है तो हमें Vout की जो भी वैल्यु मिलती है हम इसे यहीं लिखेंगे हम Vin को इस सूत्र द्वारा माप सकते हैं जो भी Vout मिलता है उसे हम हजार से विभाजित करते हैं क्यों अनुपात के कारण ठीक है तो हमें इसे वास्तव में इस प्रयोग में देखते हैं हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को लेंगे इस मान के 3 प्रतिरोधों को लेंगे हम इसे कनेक्ट करते हैं और हम आउटपुट वोल्टेज को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज पर 0 वोल्ट नहीं मिलेगा व्यावहारिक ऑप एम्प में हमें कुछ मिलीवोल्ट मिलेगा ठीक है तो चलिए इस प्रयोग को देखते हैं फिर से हम ब्रेडबोर्ड पर देख सकते हैं जो यहाँ पर है ठीक है सीताराम इस प्रयोग से जुड़े हैं वह हमें यह समझने में मदद कर रहे हैं कि सर्किट कैसे जुड़े हैं है ना तो जैसा कि आप देखते हैं कि यहां एक ब्रेडबोर्ड 3 रेसिस्टर्स है ठीक है और फिर हमारे पास संकेतक सर्किट है हमने DC पावर सप्लाई के माध्यम से बायस वोल्टेज 15 15 दिया है है ना अब हम आउटपुट वोल्टेज को माप रहे हैं दोनों इनपुट टर्मिनलों को ग्राउंड किया है अब हम आउटपुट वोल्टेज को समझते हैं हम पिन नंबर 6 और ग्राउंड के बीच आउटपुट वोल्टेज को माप सकते हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्या है फिर से मल्टीमीटर DC में है वह पोजि़टिव को 6 से जोड़ रहा है और दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड से हम देखते हैं कि कुछ आउटपुट वोल्टेज है आप 76 मिलीवोल्ट देख सकते हैं अब असल बात क्या होनी चाहिए वास्तविक बात यह है कि आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिए लेकिन वास्तविक या व्यावहारिक ऑप एम्प में हम आउटपुट वोल्टेज वैल्यू 0 प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं इस प्रकार हम 76 मिलीवोल्ट प्राप्त करते हैं ठीक मल्टीमीटर का उपयोग करके हमने जो कुछ भी वैल्यु प्राप्त की है मैं उसे स्क्रीन पर जो तालिका है उसमें रखता हूं ठीक फिर मैं 76100 लिख सकता हूं ठीक वही मेरा Vin होगा इसका मतलब है इनपुट पर इतना वोल्टेज मुझे अपने आउटपुट को 0 बनाने के लिए देना होगा तो अब आप इस प्रयोग को घर पर कर सकते हैं क्या प्रयोग इनपुट बायस करंट इनपुट ऑफसेट करंट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है ना वोल्ट अब एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दूसरी विशेषता को देखते हैं जो कि स्लु रेट है ऑपरेशनल एंप्लीफायर की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है स्लु रेट ठीक तो स्लु रेट क्या है युनिट स्टेप इनपुट वोल्टेज के रिस्पोंस में आउटपुट वोल्टेज के परिवर्तन की अधिकतम दर सही आउटपुट वोल्टेज के परिवर्तन की अधिकतम दर इसलिए यदि मैं स्टेप इनपुट वोल्टेज लगाता हूं जिसे आप यहां देखते हैं तो आउटपुट वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है आउटपुट वोल्टेज में क्या बदलाव है है ना अधिकतम परिवर्तन कितनी तेजी से आउटपुट इनपुट सिग्नल को फ़ौलो कर सकता है यह स्लु रेट है है ना यह समझने में हमारी मदद कर सकता है कि आउटपुट कितनी तेजी से इनपुट सिग्नल का अनुसरण कर सकता है इसलिए जब मैं इनपुट सिग्नल देता हूं तो मुझे आउटपुट कितनी जल्दी मिलता है कितनी तेजी से मुझे आउटपुट मिलता है है ना स्लु रेट को यदि आप इस विशेष ग्राफ में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं x axis पर माइक्रोसेकंड में आपका समय है y axis वोल्टेज है है ना इस विशेष ग्राफ को मैंने रॉबर्ट बॉयलेस्टैड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट थ्योरी से लिया है बस आपको यह समझने में मदद करने के लिए कि इसका वास्तव में क्या मतलब है आप इस पुस्तक को पढ़ कर देख सकते हैं और आपको विस्तार से पता चलेगा कि वास्तव में स्लु रेट का क्या मतलब है लेकिन हम इस व्याख्यान से समझते हैं कि इस ग्राफ का क्या अर्थ है ग्राफ बहुत आसान है यहाँ नीले रंग में एक इनपुट वोल्टेज दिखाया गया है ठीक है और फिर यह आउटपुट वोल्टेज लाल रंग में दिखाया गया है है ना तो सब कुछ लाल है क्योंकि मेरी कलम लाल है तो बस आपको भ्रमित करने के लिए नहीं अब आप देख सकते हैं इस विशेष ग्राफ में एक नीला और लाल सिग्नल है तो आपका आउटपुट कितना तेज़ है यानी लाल रंग नीले रंग को कितनी तेज़ी से फ़ौलो करता है यह आपकी स्लु रेट है समझने में बहुत आसान है है ना तो स्लु रेट ΔVoutΔt अब वास्तव में यदि आप स्लु रेट को मापना चाहते हैं इसका मतलब है प्रायोगिक तौर पर हम चाहते हैं स्लु रेट को मापना तो हम सर्किट देखते हैं अब आप स्क्रीन को फिर से देख सकते हैं है ना स्क्रीन में आप जो देखते हैं वह uA741 है ठीक है और आपने नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल 1 volt पीक टू पीक पर वोल्टेज लगाया है तो स्टेप्स क्या हैं पहला स्टेप सर्किट को जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वैसे कनेक्ट करना है तो फिर से यह स्लाइड आपके साथ है तो जहाँ भी आप इस पर काम कर सकते हैं वहाँ इसे करने का प्रयत्न करें ठीक आप इसे प्रयोगशाला में उपयोग कर सकते हैं आप घर पर काम कर सकते हैं जहाँ भी आप सहज हैं फिर हमेशा समझें कि किसी भी प्रणाली को कैसे संचालित किया जाए ठीक है सुरक्षा पहले इसलिए यदि आप नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे करना है तो इसे घर पर न आज़माए एक ही बात है है ना सरल बातें भी तब तक कोशिश न करें जब तक आपको पता न हो इसलिए जब आप किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं तो सतर्क रहें क्योंकि आखिरकार हम DC वोल्टेज लगा रहें हैं हम उपकरण का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए लेकिन यदि आप स्लु रेट को मापना चाहते हैं तो आप स्टेप्स को फ़ौलो करें और आप स्लु रेट को माप पाएंगे सर्किट कैसे जुड़ा है यह चित्र में दिखाया गया है फ़ंक्शन जेनरेटर का उपयोग करें अब हमने देखा है कि फ़ंक्शन जेनरेटर का उपयोग कैसे किया जाता है ठीक है और हम एक एक वोल्ट पीक टू पीक स्कवायर वेव लगाते हैं इसलिए हम प्रयोग में देखेंगे कि कैसे हम 25 kHz की फ्रीक्वेंसी पर एक एक वोल्ट पीक टू पीक स्कवायर वेव लगा सकते हैं आइए हम 25 kHz की फ़्रीक्वेन्शी को रखते हैं ठीक तो अब हमें एक और प्रणाली की आवश्यकता है जो ऑसिलोस्कोप है इसलिए उन प्रयोगों को न करें जो वास्तव में महंगे हैं या जो आपके घर में बहुत अधिक स्थान लेते हैं इसलिए अपनी प्रयोगशाला में जाने का प्रयास करें या आप अपने मित्र की प्रयोगशाला तक पहुँच सकते हैं ठीक है आप एक शिक्षक से अनुमति ले सकते हैं और मुझे यकीन है कि छात्रों की मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति आपको प्रयोगशाला तक पहुंच प्रदान करेगा जहां आप सरल प्रयोग कर सकते हैं ठीक है तो एक ऑसिलोस्कोप के साथ एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट का निरीक्षण करते हैं आप देख सकते हैं कि हम एक ऑसिलोस्कोप देखेंगे और हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट का अवलोकन करेंगे हम वोल्टेज परिवर्तन V को t के संबंध में मापेंगे सही क्यों क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा है स्लु रेट का फॉर्मूला Voutt के अलावा और कुछ नहीं है है ना तो हम क्या माप रहे हैं हम चौथे पोइंट को माप रहे हैं जो यह है आउटपुट वेवफ़ोर्म में वोल्टेज V और समय में परिवर्तन t को मापता है और परिणामों को रिकॉर्ड करता है और स्लु रेट की गणना करता है ठीक है हम पहले स्टेप को दोहराते है कि सर्किट को कनेक्ट करें और दूसरा फ़ंक्शन जेनरेटर का उपयोग करके 25 kHz पर एक वोल्ट पीक टू पीक को लगाते हैं तीसरा एक ऑसिलोस्कोप के साथ आउटपुट वेवफ़ोर्म का निरीक्षण करते हैं हमें क्या मापना है हमें ΔV को मापना होगा आउटपुट वोल्टेज में समय t पर परिवर्तन को मापना होगा और इसके द्वारा हम स्लु रेट Vout t को माप सकते हैं सर्किट का उपयोग करके एनालॉग फ़ंक्शन जेनरेटर को 1kHz पर सेट करें अब सर्किट का उपयोग करके सिग्नल स्तर को 20 वोल्ट पीक टू पीक करें और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएँ और 10 kHz के आसपास देखें स्लु रेट डिस्टॉर्शन की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो ये विशेष बातें जो यहाँ लिखी गई हैं यह तालिका में नहीं लिखी गई है लेकिन यह सिर्फ यह समझने के लिए है कि अधिकतम फ्रीक्वेंसी क्या है जो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर काम कर सकती है यह जानने के लिए कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे है ना हम देखेंगे कि कहीं न कहीं स्लु रेट में कुछ डिस्टॉर्शन होगा इस डिस्टॉर्शन की स्थिति में हम कह सकते हैं कि अधिकतम फ्रीक्वेंसी जिस पर ऑप एम्प संचालित किया जा सकता है उसे बैंडविड्थ कहा जाता है और हम इस मूल्य को तालिका में भी माप सकते हैं यहां हम उस अधिकतम फ्रीक्वेंसी को नहीं माप रहे हैं इसीलिए आपको एक अलग कौलम नहीं दिखेगा तो इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए तालिका या कौलम को नहीं देख रहे हैं ठीक है यहाँ हमारा विचार सिर्फ स्लु रेट को मापने के लिए है और स्लु रेट को मापने के लिए हमें डेल्टा V और डेल्टा t को मापना है हमारी जरूरतें क्या हैं हमें एक ऑसिलोस्कोप की आवश्यकता है और हमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आवश्यकता है तो हम देखते हैं कि हम इसे उसी सर्किट पर कैसे कर सकते हैं मैं इसे ब्रेडबोर्ड पर आपको दिखाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि यह कैसा दिखता है तो जैसे मैंने पहले कहा था आइए हम ब्रेडबोर्ड पर देखें आप ब्रेडबोर्ड देखते यहां हैं और सर्किट जैसा कि हमने स्क्रीन पर देखा है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है हमने इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कनेक्ट किया है फ़ंक्शन जेनरेटर के लिए यह फ़ंक्शन जेनरेटर है जैसे आप यहां देख सकते हैं इसलिए मैं सीताराम को फिर से यहां आने और इसे जोड़ने के लिए कहूँगा इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं ताकि हम समझ सकें कि इस स्लु रेट को कैसे मापा जा सकता है इसलिए हमने यहां क्या किया है हमने फ्रीक्वेंसी जेनरेटर को ऑसिलोस्कोप एम्पलीफायर से जोड़ा है तो सिग्नल यहां हैं यह प्रोब फ्रीक्वेंसी जेनरेटर के साथ जुड़ा हुआ है यदि आप फ्रीक्वेंसी जेनरेटर के को बारीकी से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने 25 किलोहर्ट्ज़ लागू किया है ठीक है आप स्क्रीन में देख सकते हैं 25 किलोहर्ट्ज़ सही अब यह एक वर्गाकार लहर है जिसे हमने लागू किया है आप यहाँ वर्गाकार लहर देख सकते हैं कहीं भी वहीं और 25 किलोहर्ट्ज़ है अब जब आप इस 25 किलोहर्ट्ज़ को लागू करते हैं तो उच्च स्तर 500 मिलीवोल्ट है अब आपको यह समझना होगा कि आउटपुट वोल्टेज क्या है और समय क्या है आउटपुट वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है समय में क्या बदलाव है जिसे आप ऑसिलोस्कोप की मदद से कर सकते हैं तो ऑसिलोस्कोप यहीं है और यहाँ आप आउटपुट वोल्टेज देख सकते हैं ठीक और आउटपुट वोल्टेज में समय के साथ परिवर्तन है तो हाँ अब हम देख सकते हैं है ना तो हम उन सिग्नलों को देख सकते हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर देखने में सक्षम थे इसी तरह के सिग्नल हम यहां देख सकते हैं कि हम इनपुट वोल्टेज को लागू कर रहे हैं और आउटपुट वोल्टेज में कुछ अंतराल है आउटपुट वोल्टेज में यह अंतराल हम ऑसिलोस्कोप का उपयोग करके देख सकते हैं ठीक है तो अब अगर हम जानते हैं कि वोल्टेज में क्या बदलाव होता है जिसे हम ऑसिलोस्कोप का उपयोग करके समझ सकते हैं और फिर हम इसे देखते हैं समय में बदलाव क्या है जो डेल्टा टी है तो V t हमें स्लु रेट देगा तो यह बहुत आसान है आप फिर से यहां देख रहे हैं कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को लगातार 15V दे रहे हैं हम एक विशेष फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं यह है फ़ंक्शन जेनरेटर से 25 kHz और हम ऑसिलोस्कोप का उपयोग करके आउटपुट वोल्टेज को माप रहे हैं तो हमें सभी 3 चीजों की आवश्यकता है साथ ही साथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को समझने के लिए स्लु रेट क्या है यह आउटपुट वोल्टेज में बदलाव है डेल्टा टी से विभाजित हो कर तो Vt अब एक बात अगर आप स्लाइड में याद करते हैं तो हमने कहा है कि फ्रीक्वेंसी में वृद्धि और वेवफ़ॉर्म को 10 किलोहर्ट्ज़ के आसपास देखें स्लु रेट डिस्टॉर्शन स्पष्ट हो जाएगी तो हम उस प्रयोग को करते हैं हमें फ्रीक्वेंसी कम करते हैं और हमें धीरे धीरे बढ़ाते हैं और आप ऑसिलोस्कोप पर परिवर्तन को देखेंगे ठीक है क्या आप कृपया ऐसा कर सकते हैं इसलिए जब वह एक फ्रीक्वेंसी जेनरेटर का उपयोग करके फ्रीक्वेंसी को बदलने जा रहा है तो आप यहाँ ऑसिलोस्कोप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि डिस्टॉर्शन होने लगेगा स्लु रेट बदलने लगेगा है ना तो वह लगभग 220 230 Hz सही 230 Hz से बदल रहा है और वह बदल रहा है तो दोस्तों आप ऑसिलोस्कोप पर ध्यान केंद्रित करिए ठीक है अब आप यहाँ देखते हैं वह फ्रीक्वेंसी बदल रहा है है ना वह 365 375 बदल रहा है आप यहाँ पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या होता है देखो वह इसे बढ़ा रहा है 425 किलोहर्ट्ज़ 465 किलोहर्ट्ज़ आप देखते हैं बहुत डिस्टॉर्शन है बहुत डिस्टॉर्शन है है ना लेकिन अगर वह फ्रीक्वेंसी को कम करता है तो आप इसे फिर से घटा सकते हैं हाँ यदि आप देखते हैं कि वह फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है तो डिस्टॉर्शन कम हो जाता है और यह समझना आसान है या स्लु रेट को मापना आसान है तो इस तरह हम समझ सकते हैं तो इससे हम यह भी समझते हैं कि एक विशेष फ्रीक्वेंसी है एक अधिकतम फ्रीक्वेंसी है जिस पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का संचालन किया जा सकता है तो 2 तरीके हैं या आसान तरीका है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किस फ्रीक्वेंसी पर संचालित किया जा सकता है और इसके बाद स्लु रेट में डिस्टॉर्शन आएगा सही है या जब हम इनपुट सिग्नल लागू करते हैं तो क्या हम स्लु रेट को माप सकते हैं आप देख सकते हैं कि इनपुट सिग्नल है जो पीला है आप नीले रंग या हरे रंग या हल्के नीले रंग को देख सकते हैं जो कि आपका आउटपुट सिग्नल है इनपुट और आउटपुट के बीच एक अंतराल है t में यह परिवर्तन और V में परिवर्तन आपके 2 मान हैं जिन्हें आपको मापना है यदि आप स्क्रीन पर वापस आते हैं तो आप इन 2 मानों को मापते हैं और आप देखेंगे कि यदि आपने V और t का मान तालिका में रखते है तो आप स्लु रेट को मापने में सक्षम हैं तो इस विशेष मॉड्यूल में हमने समझा कि वास्तव में स्लु रेट क्या है हमने एक प्रयोग देखा कि कैसे हम स्लु रेट को माप सकते हैं तो यह इस विशेष मॉड्यूल का अंत है एक बात जो आप इस अंतिम स्लाइड पर भी देख सकते हैं और हर बार मैं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से एक उदाहरण लाने की कोशिश करुंगा जिसने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है ठीक है या तो विज्ञान के संदर्भ में या इंजीनियरिंग के संदर्भ में या शैक्षिक के संदर्भ में या समाज के संदर्भ में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ किया हो जिस का हम भी अनुसरण करने का प्रयास कर सकते हैं तो आप वैज्ञानिक थॉमस एडिसन को जानते होंगे और उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हार मानने में है सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार प्रयास करना है और एक और बार इसका मतलब है कि हम अधिकतर उस चीज को छोड़ने की कोशिश करते हैं जब व ह काम नहीं करता है मान लीजिए कि आपने इस प्रयोग पर काम किया है जो मैंने आपको सिखाया है और आप देखेंगे कि कोई सिग्नल नहीं है और आपने कहा ओह यह काम नहीं कर रहा है तो एक बार फिर कोशिश करें एक बार फिर कोशिश करें आप सफल होंगे उसने भी यही कहा कि सफल होने का सबसे निश्चित तरीका एक बार और प्रयास करना है इसलिए हार न मानें सिरीज़ को समझने की कोशिश करें यह समझने की कोशिश करें कि हमने क्या प्रयोग किए हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विशेषताओं को समझने की कोशिश करें और मुझे यकीन है कि जब आप इसे तो आप अधिक समझ पाएंगे स्वयं करेंगे इसलिए हमेशा सीखने की कोशिश करें और फिर खुद से प्रयोग करें एक बार जब आप अपने आप से प्रयोग करते हैं तो आपके पास अधिक विचार या अधिक प्रश्न या अधिक कठिनाइयाँ होंगी जो आप मुझसे पूछ सकते हैं या अपने आप से हल करने का प्रयास कर सकते हैं है ना तो यह इस विशेष मॉड्यूल का अंत है और मैं आपको अगले मॉड्यूल में अधिक प्रयोगों के साथ देखूँगा